अभी तक हमने पृथ्वी की सतह पर किसी लोकेलिटी पर रखे हुए फ्लैट सर्फेस पर पड़ने वाली इंसिडेंट एनर्जी के बारे में पड़ा है और अभी तक हमने वायुमंडल के प्रभाव को नहीं लिया है कैसे फ्लैट सर्फेस पर पड़ने वाली इंसीडेंट एनर्जी के निर्धारण में हमारा वायुमंडल एक अभिन्न रोल निभाता है अब हम एक ग्लोब लेंगे मैं एक अनुमानित ग्लोब बना रहा हूं और इक्वेटोरियल प्लेन बना रहा हूं पृथ्वी के केंद्र से मैं एक रेखा खींच लूँगा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से गुजरेगा जिसे जेनिथ एक्सिस कहते हैं तो यह असल में जेनिथ एक्सिस है जिसे हम देख रहे हैं और यह लाटीट्यूड एंगल है और यह पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां हमें हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट रखेंगे अब मैंने यहां एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट कलेक्टर रख दिया है और यह PV पैनल हो सकता है अब हम इस फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर इंसीडेंट होने वाली एनर्जी को निकाल रहे हैं और हमने यहां वायुमंडल का प्रभाव नहीं लिया है और इसीलिए यह एनर्जी एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल एनर्जी के बराबर होगी जो वायुमंडल के प्रभाव से पडने वाली एनर्जी से थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि वायुमंडल पडने वाली इंसिडेंट एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐब्सॉर्ब पर लेती है अब मुझे बाहरी वायुमंडल बनाने दीजिए जो हरे रंग का है यह बाहरी वायुमंडल ज्यादातर ओजोन है इसलिए जो मैंने हरे रंग से दिखाया है वह ओजोन लेयर है और उसके अंदर वायुमंडल है पृथ्वी के सतह तक ओजोन लेयर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हाई फ्रिकवेंसी रेडिएशन को ऐब्सॉर्ब कर के यह ज्यादातर अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन की हाई फ्रिकवेंसी रेडिएशन को ऐब्सॉर्ब करती है इसलिए आपको इंसिडेंट रेडिएशन में गिरावट दिखेगी यह ना सिर्फ ओजोन लेयर के चलते हैं बल्कि और भी कारण हैं जैसे बादलों का प्रभाव जल वाष्प का प्रभाव और वायुमंडल में उपस्थित गैस के कारण भी है इसलिए यह सभी बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं जिससे फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर पड़ने वाली इंसिडेंट रेडिएशन बहुत कमजोर होती है अब यह एक वर्टिकल कॉलम एयर मास है जो कमजोर करती है फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर पड़ने वाली रेडिएशन को अब यहां क्या गिर रहा है यह इंसिडेंट रेडिएशन है जो गिर रहा है बाहरी वायुमंडल पर बिना वायुमंडल के प्रभाव के यह H0 के बराबर होता है क्योंकि यह दूरी बहुत कम है सूर्य और पृथ्वी की दूरी के तुलना में और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह H0 के बराबर होगा इसलिए जब यह इंसुलेशन वायुमंडल से गुजरेगा तब इस इंसीडेंट एनर्जी H0 को वायुमंडल से गुजरते समय आप देखेंगे कि इसका एक प्रभावी हिस्सा ऐब्सॉर्ब हो गया है खुद ओजोन लेयर ही इसका कुछ हिस्सा ऐब्सॉर्ब कर लेती है असल में जो इंसुलेशन अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी रेंज और कम वेवलेंथ वाली एनर्जी में होती है उसे ओजोन लेयर ऐब्सॉर्ब कर लेती है और जब आप नीचे आते हैं वायुमंडल में तब जलवाष्प बादल धूल आदि यह सब भी मिलकर फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर पढ़ने वाली इंसिडेंट रेडिएशन को और कमजोर करती है और यह बहुत कम होती है जिसे हम Ha कहते हैं Ha वायुमंडल के प्रभाव मैं हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर पढ़ने वाली इंसिडेंट एनर्जी है और यह H0 से कम होगी जो वायुमंडल के प्रभाव के बिना पड़ने वाली इंसिडेंट एनर्जी है जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं यहां पड़ने वाली रेडिएशन में कोई कमी नहीं होगी वायुमंडल के चलते और यह एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल एनर्जी के बराबर होगा जबकि Ha वायुमंडल के प्रभाव में हॉरिजेंटल फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर पड़ने वाली एनर्जी है जहां वायुमंडल रेडिएशन को ऐब्सॉर्ब कर रही है यह ग्राफ सूर्य का स्पेक्ट्रल रेडियंस दिखा रहा है यह एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल स्पेक्ट्रल रेडियंस है Wm2nanometer मैं हमने यह ग्राफ पहले भी देखा है यहां X एक्सिस पर वेवलेंथ है नैनोमीटर में और Y एक्सिस पर स्पेक्ट्रल रेडियंस Ps है जिसकी यूनिट Wm2nanometer है इंसिडेंट इरेडिएशन पर वायुमंडल के प्रभाव को समझने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है जो स्पेक्ट्रल इरेडियंस इंसीडेंट होगी वायुमंडल के बाहरी सतह पर वह कुछ इस तरह दिखेगी यह एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इरेडियंस है और क्या होगा जब यह वायुमंडल से गुजरेगा हमें उम्मीद है कि स्पेक्ट्रल इरेडियंस मैं गिरावट आएगी और आप जो स्पेक्ट्रल इरेडियंस पैटर्न देखेंगे वायुमंडल से गुजरने के बाद वह कम होगी वायुमंडल के प्रभाव के चलते और यही हम देखने और पढ़ने जा रहे हैं अगर मैं स्पेक्ट्रल इरेडियंस के पैटर्न को बनाऊ वायुमंडल से गुजरने के बाद जहां वह वायुमंडल के बहुत सारे कारणों के चलते हैं कम हो गई होगी तब हमें कुछ ऐसा पैटर्न दिखेगा यह जो लाल रंग का पैटर्न में वह वायुमंडल के प्रभाव को लेकर है और जो काले रंग का पैटर्न है वह एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल स्पेक्ट्रल इरेडियंस है और आप देख रहे हैं कि वायुमंडल से गुजरने के बाद बहुत प्रभाव पड़ा है और यह वही इरेडियंस है जो वायुमंडल से गुजरने के बाद पृथ्वी की सतह पर मिलेगा हमें वह सारे कारकों का पता है जो हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर पड़ने वाली इंसिडेंट एनर्जी को प्रभावित करते हैं किसी दिए हुए लाटीट्यूड पर पहला कारक लोकेशन है और लोकेशन के 3 जरूरी पैरामीटर्स है पहला लाटीट्यूड जिसका प्रभाव हमने इंसिडेंट रेडिएशन पर देखा है दूसरा लोंगिट्यूड जिसका प्रभाव डीयूरनल चेंजेज पर पड़ता है और इसका प्रभाव भौगोलिक स्थिति पर भी है और तीसरा समुद्र तल से ऊंचाई जिसका प्रभाव इंसिडेंट रेडिएशन पर पड़ता है क्योंकि एयर मास और वॉल्यूम ऑफ एयर बताता है की रेडिएशन में कितनी कमी आएगी जब वह कलेक्टर पर पहुँचेगी इसलिए इसका प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है की कितनी एनर्जी इंसिडेंट होगी अब दूसरा सबसे जरूरी कारक दिन का समय है जो आवर एंगल से संबंधित है और हमने इसका प्रभाव देखा है तीसरा कारक साल का समय है जो डिक्लिनेशन एंगल से संबंधित है और हमने इसका प्रभाव देखा है चौथा कारक टिल्ट एंगल β है और हमने इसका भी प्रभाव देखा है ध्यान दीजिए यह सभी कारक जो हमने बताए हैं डिटर्मनिस्टिक है हम इन सभी कारकों के प्रभाव को निकाल सकते हैं स्फेरिकल ज्योमेट्री का प्रयोग करके जबकि पांचवा कारक स्थानीय जलवायु है जो अब हम पढ़ेंगे स्थानीय जलवायु का भी बहुत प्रभाव पड़ता है वातावरण की स्थिति पर और जिसके कारण यह किसी लोकेलिटी पर रखी हुई हॉरिजेंटल प्लेट कलेक्टर पर पढ़ने वाली इंसीडेंट एनर्जी को प्रभावित करती है पर यह डिटरमिनिस्टिक नहीं है यह प्रोबेबल है जिसमें बहुत सारे स्टटिस्टिक्स शामिल हैं परंतु यह एक तरह का साइकिल है जो साल दर साल खुद को दोहराता है और यही स्थानीय जलवायु के प्रभाव है जो हम प्रयोग में लाना चाह रहे हैं जिससे कि हम इसका प्रभाव स्पेक्ट्रल इरेडियंस में आने वाली कमी मे लगा सके पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले जहां एक दिए हुए लोकेलिटी पर फ्लैट प्लेट कलेक्टर रखा हुआ है यहां बहुत सारे वायुमंडलीय कारक है जो ऐब्सॉर्ब करते हैं स्पेक्ट्रेल को और उनके कंपोनेंट्स को पहला सबसे जरूरी कारक ओज़ोन लेयर है यह हाई फ्रिकवेंसी कंपोनेंट को ऐब्सॉर्ब कर लेता है जिसके चलते लो वेवलेंथ या हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में बहुत कमी आती है अगर आप देख रहे हैं वह जगह जो हमने पीले रंग से सेड की है यह ओज़ोन लेयर के कारण स्पेक्ट्रल इरेडियंस में आई कमी है यह हाई फ्रिकवेंसी कंपोनेंट हैं जो ज्यादातर अल्ट्रावायलेट या हायर विजिबल रेंज के हैं यहां स्पेक्ट्रल इरेडियंस में कमी कुछ और कारक जैसे गैस बादल कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के करण भी है आप यहां कुछ नोच भी देख सकते हैं जहां यह इसे 0 तक ले जा रहे हैं जिसे हमने हरे रंग से दिखाया है यह वर्टिकल कॉलम में जलवाष्प के कारण है इसलिए आप देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रल इरेडियंस का इंफ्रारेड रीजन लगभग नहीं के बराबर है इसका मुख्य कारण जलवाष्प की उपस्थिति है जल जलवाष्प सिर्फ जहां प्रभाव नहीं डालता बल्कि बाकी रीजन में भी इसका प्रभाव है जैसा आप देख पा रहे हैं इसलिए आप कह सकते हैं कि बहुत सारे वायुमंडलीय कारक है जैसे ओजोन लेयर हाई फ्रिकवेंसी कंपोनेंट में जलवाष्प की मात्रा इंफ्रारेड रीजन में और विजिबल रीजन में और बादल डस्ट आदि विजिबल रीजन में जैसा नारंगी रंग से दिखाया गया है प्रभावित करते हैं इसलिए स्पेक्ट्रल इरेडियंस में वायुमंडलीय कारकों के चलते कमी आती है और बाकी गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यह भी कुछ हद तक स्पेक्ट्रल इरेडियंस को ऐब्सॉर्ब करते हैं